तो हमने वास्तव में डीसी के बुनियादी ढांचे को देखने के बाद दो प्रमुख समीकरणों को देखा हमने लैप वाइंडिंग को देखा वेव वाइंडिंग और हमने कहा कि क्यों एक में पेरलल पाथ्स की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होगी और दूसरे में पेरलल पाथ्स की संख्या केवल दो होगी हमने उस बारे में बात की तब हमने जेनरेटेड ईएमएफ लिए समीकरण लिखा था Emf जेनरेटेडKeω∅ जहां KePZ2πa जहां P पोल्स की संख्या Zकंडक्टरों की संख्या a पेरलल पाथ्स की संख्या radsec में स्पीड ∅ wb में फ्लक्स प्रति पोल हमने यह भी कहा कि टॉर्क समीकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क Ke∅Ia वही Ke बैक EMF कॉन्स्टेंट इस मामले में भी अच्छा पकड़ रखता है यह वही है जिसे हमने EMFसमीकरण और टॉर्क समीकरण के रूप में लिखा था अब इसके आधार पर हमने सबसे पहले चर्चा शुरू की कि मशीन की ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो हम ओसीसी या ओपन ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे यह तब मान्य होता है जब मैं उस फील्ड एक्साइटेशन के बारे में बात कर रहा हूं जिसे बदला जा सकता है इसका मतलब है कि मैं फील्ड सिस्टम को केवल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में देख रहा हूं न कि एक पर्मनेंट मॅगनेट के रूप में मैं एक फील्ड करंट इंजेक्ट करने जा रहा हूं और फील्ड करंट के अनुसार मुझे फ्लक्स के अलग अलग वेल्यू मिलने वाले हैं क्योंकि MMF बदल रहा है फ्लक्स भी बदल जाएगा तो मैं मूल रूप से बना सकता हूं यदि x अक्ष पर If और y अक्ष पर फ्लक्स यदि पहले से ही मशीन को फील्ड करंट की एक विशेष दिशा के साथ कई बार संचालित किया चुका है तो रेसिडुयल फ्लक्स के रूप में फ्लक्स की कुछ मात्रा बची हो सकती है तो मेरे पास कुछ रेसिडुयल फ्लक्स हो सकता हैं एक 10वें या एक 15वें हिस्से के बराबर हो सकता है या इससे भी कम हो सकता है जो कि संबंधित फ्लक्स की तुलना में बचा हुआ भाग है इसलिए मेरे पास यह रेसिडुयल फ्लक्स होने जा रहा है और जैसे ही मैं फील्ड करंट में वृद्धि करता हूं मैं यह देखने जा रहा हूं कि फ्लक्स बढ़ रहा है और फिर यह एक विशेष वेल्यू तक पहुंच जाता है और लगभग वहीं सॅचरेट हो जाता है इस विशेष वेल्यू के बाद शायद ही फ्लक्स कुछ बदलता है तो हम कहें कि मैं इसे Ifrated कहता हूं जिसका अर्थ यह भी होगा कि मेरे पास ∅rated के रूप में एक विशेष वेल्यू है यह रेसिडुयल फ्लक्स वेल्यू होने जा रहा है इसलिए हम इस Ifrated को कैसे परिभाषित करेंगे अगर हम वास्तव में इसे आम तौर पर देखने की कोशिश करते हैं तो हम सॅचुरेशन के बहुत करीब काम करते हैं इससे पहले कि यह पूरी तरह से सॅचुरेशन बिंदु तक पहुंच जाए हम इसे एक ऐसे बिंदु पर संचालित करने जा रहे हैं जिसे ऑपरेशन के नी बिंदु के रूप में जाना जाता है इसलिए यदि मैं वास्तव में अपने लेग के अनुरूप कॅरेक्टरिस्टिक्स को देखता हूं जहां यह नी रीजन के पास मुड़ने वाला है तो उस विशेष बिंदु को हम ऑपरेशन के नी बिंदु के रूप में कहते हैं तो यह वास्तव में ऑपरेशन का नी बिंदु है इसलिए यह वह जगह है जहां आम तौर पर हम डीसी मशीन का संचालन करते हैं इसलिए अब फ्लक्स बनाम फील्ड करंट के बजाय अगर मैं पूरी तरह से Eg बनाम फील्ड करंट बनाने की कोशिश करता हूँ जेनरेटेड वोल्टेज बनाम फ़ील्ड करंट क्या है मैं शायद जेनरेटेड वोल्टेज की कुछ वेल्यू तब प्राप्त करने जा रहा हूँ जब फील्ड करंट शून्य हो क्योंकि जब तक आर्मेचर घूमता हूँ तब तक कुछ रेसिडुयल फ्लक्स रहता है इसलिए मैं इसे शायद रेटेड स्पीड से घुमाने जा रहा हूं अगर एक मशीन दी जाती है तो आम तौर पर इसे नेमप्लेट डीटेल्स दी जाएगी यह अधिकतम कितने करंट के साथ रह सकता है या औसत करंट जो आप मशीन से गुज़ार सकते हैं यदि आप इसे मोटर के रूप में काम कर रहे हैं तो कितना वोल्टेज आप मशीन पर लागू कर सकते हैं यह आपको यह भी बताएगा कि रेटेड स्पीड क्या है रेटेड पॉवर क्या है उन सभी चीजों को दिया जाएगा तो किस स्थिति में मुझे स्पष्ट रूप से यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि मैं रेटेड स्पीड पर काम कर रहा हूं या नहीं इसलिए प्राइम मूवर इसे एक विशेष स्पीड से घुमाने जा रहा है तो मुझे कहना है कि ω रेटेड स्पीड हो सकती है मैं इसे रेटेड स्पीड पर संचालित कर रहा हूं इसलिए यदि यह 220 वोल्ट की मशीन है या ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं फील्ड करंट के रेटेड वेल्यू को लागू कर रहा हूं जो कि रेटेड फ्लक्स के अनुरूप है मुझे वोल्टेज के वेल्यू के रूप में 220 वोल्ट मिलेगा इसलिए यह रेटेड वोल्टेज होने जा रहा है तो मैं इस विशेष मामले में रेटेड वोल्टेज के रूप में 220 वोल्ट के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए जब मैं मशीन को रेटेड स्पीड के साथ रेटेड फ़ील्ड करंट से चालू कर रहा हूं तो मुझे वह वोल्टेज मिलेगा जो मशीन का रेटेड वोल्टेज माना जाता है इसलिए मैं इसे निर्दिष्ट कर सकता हूं हालांकि अगर मैं इसे आर्मेचर पर माप रहा हूं तो कृपया ध्यान दें कि डीसी मशीन हमेशा उस सर्कल के साथ निर्दिष्ट की जाएगी जो दोनों तरफ दो ब्रश के साथ आर्मेचर का प्रतिनिधित्व कर रही है यह एक डीसी मशीन की आर्मेचर का प्रतिनिधित्व है हमेशा आप कभी भी एसी मशीनों के ब्रश नहीं दिखाएंगे केवल एक डीसी मशीन के लिए हम दो ब्रश दिखाएंगे एक पॉज़िटिव ब्रश को इंगित करेगा और दूसरा नेगेटिव ब्रश को इंगित करेगा और गोलाकार चीज आर्मेचर को इंगित करता है तो यह एक डीसी मशीन के आर्मेचर का प्रतिनिधित्व है मेरे पास कुछ इस तरह से फ़ील्ड करंट होगा इसलिए मैं फ़ील्ड करंट को एक इनडक्टेन्स के रूप में दिखा रहा हूं क्योंकि इसका प्राथमिक कार्य फ्लक्स या मॅगनेटिज़म बनाना है इसलिए मैं इसे एक इनडक्टेन्स के रूप में दिखाने जा रहा हूं यह मेरी फील्ड वाइंडिंग है मुझे शायद F1 F2 के रूप में फील्ड वाइंडिंग दिखाने दें मुझे A1और A2 के रूप में आर्मेचर टर्मिनल दिखाने दें इसलिए मैं शायद कुछ करंट भेज रहा हूं जो कि यहां वैरिएबल करंट है तो यह If भिन्न हो सकता है और If में भिन्नता वोल्टेज अलग अलग होने से प्रभावित हो सकती है तो मैं फ़ील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट कर रहा हूं या मैं फ़ील्ड वाइंडिंग के सीरीस में रेज़िस्टेन्स को कनेक्ट कर सकता हूं अधिकांश बार हम जो करते हैं वह सीरीस में रेज़िस्टेन्स को जोड़ने के लिए करते है तो मेरे पास सीरीस में एक रेज़िस्टेन्स जुड़ा हो सकता है और मैं जो कर रहा हूं वह है यहाँ वोल्टेज मापें इसलिए मैं इसे Eg कह रहा हूं जो जेनरेटेड वोल्टेज है तो एक दी गई फील्ड करंट पर जनरेट वोल्टेज का मान कितना है यह मैं माप सकता हूं इसका अप्रत्यक्ष रूप से मतलब होगा कि एक दी गई फील्ड करंट के लिए फ्लक्स का वेल्यू कितना है जो मैंने मशीन में उत्पन्न किया है बेशक मुझे इस मशीन को कुछ ओमेगा पर चलाना होगा अगर मेरे पास इस पर कोई प्राइम मूवर नहीं है तो निश्चित रूप से यह कोई भी वोल्टेज उत्पन्न नहीं करने जा रहा है इसलिए मैं इसे शाफ्ट के रूप में दिखा रहा हूं जो कि एक स्पीड से घुमाया जा रहा है तो एक प्राइम मूवर होना चाहिए तो जनरेटर ऑपरेशन के लिए प्राथमिक आवश्यकता है कि एक प्राइम मूवर हो जो सिस्टम को मेकेनिकल पॉवर प्रदान करेगा मेरे पास फील्ड एक्साइटेशन भी होना चाहिए यदि मेरे पास केवल रेसिडुयल है तो यह है वास्तव में बहुत अधिक सीमित मात्रा में वोल्टेज देने वाला है इससे ज्यादा कुछ नहीं इसलिए इसके साथ मैं इस ग्राफ को मशीन द्वारा फॉलो करने जा रहा हूं यह ωrated है यह If है और यह वोल्टेज Eg है तो हम इसे ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं मैं सीरीस में एक रेज़िस्टेन्स रख सकता हूँ अगर मैं वास्तव में फ़ील्ड करंट में कोई बदलाव चाहता हूं तो शायद मुझे एक बहुत बहुत छोटा वोल्टेज दिखाना चाहिए यह ऑरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है जो मुझे थोड़ा वोल्टेज देना चाहिए अगर वहाँ रेसिडुयल फ्लक्स है आम तौर पर रेसिडुयल फ्लक्स होगा जब तक कि मैं बार बार दो विपरीत दिशाओं में फील्ड को एक्साइट नहीं करता जो मैं डीसी मशीन में सामान्य रूप से नहीं करूंगा मै इसे केवल एक विशेष दिशा में एक्साइट करने के लिए कोशिश करूँगा अगर मैं इसे एक बार पॉज़िटिव दिशा में एक्साइट करने की कोशिश कर रहा हूं एक बार विपरीत दिशा में तो अगर मैं यह बार बार करता रहूं तो कोई रेसिडुयल फ्लक्स ज़्यादा बचा हुआ नहीं रहने जा रहा है इसलिए मैं मूल रूप से केवल एक दिशा में एक्साइटेशन करने की कोशिश करूंगा इसलिए आमतौर पर फ़ील्ड कॉइल को भी निर्दिष्ट किया जाएगा कि जहां से प्लस को जोड़ा जाना चाहिए और माइनस को कहाँ जोड़ा जाना चाहिए और इसी तरह यह आम तौर पर टर्मिनल को भी निर्दिष्ट करेगा जब आप आमतौर पर एक डीसी मशीन खरीदते हैं यह आपको बताएंगे कि आम तौर पर फील्ड कॉइल में करंट किस दिशा में प्रवाहित होना चाहिए जब कभी आप डीसी मशीन पर एक प्रयोग करते हैं जो सामान्य तौर पर हम करते हैं वह है ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक्स बनाना ताकि हम यह जान सकें कि बॅक ईएमएफ कॉन्स्टेंट क्या है या टॉर्क कॉन्स्टेंट क्या है ताकि आप महसूस करें कि यह किस तरह का रेटेड टॉर्क उत्पन्न करेगा अगर मैं रेटेड आर्मेचर करंट प्रवाहित करता हूँ यद्यपि सब कुछ नेमप्लेट डीटेल्स में दिया गया है फिर भी हम मशीन के बॅक ईएमएफ कॉन्स्टेंट को सत्यापित करना चाहेंगे ताकि आप मशीन की कॅरेक्टरिस्टिक्स के बारे में महसूस कर सकें अब मैंने जो फ़ील्ड को दिखाया है मैंने उसे दिखाया है जैसे कि यह एक अलग सप्लाई से जुड़ा हुआ है लेकिन मेरे पास डीसी मशीन के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं आर्मेचर के साथ फ़ील्ड को कैसे कनेक्ट करने जा रहा हूं तो मुझे फ़ील्ड कनेक्शन के आधार पर डीसी मशीन के क्लॅसिफिकेशन को देखने की कोशिश करने दें इसलिए मेरे पास वास्तव में एक सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड फील्ड हो सकता है इसलिए हम पहले जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड डीसी मशीन है जब हम सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड कहते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से मेरे पास एक सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड फील्ड होने वाला है और अगर यह एक मोटर है तो मेरे पास आर्मेचर के लिए एक अलग सोर्स होगा दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे इसलिए कनेक्शन दिखाने के लिए मुझे इसे दिखाना चाहिए जैसे कि यह मेरा फील्ड है और मैं यहां Vf अप्लाई करूंगा हो सकता है कि यहां एक वेरियबल रेज़िस्टेन्स हो अगर मैं फील्ड को बदलना चाहता हूं तो यह F1 है यह F2 है और मैं आर्मेचर रखने जा रहा हूं अगर यह एक मोटर है तो मैं डीसी आपूर्ति वोल्टेज को आर्मेचर से कनेक्ट करने जा रहा हूं जो कि अलग होगा तो मैं Va कहूंगा जो शायद एक और वोल्टेज सोर्स है यदि यह एक जनरेटर है तो मैं केवल एक लोड को यहां कनेक्ट करूंगा इसलिए अगर मैं जनरेटर के बारे में बात कर रहा हूं तो यह लोड होगा तो मेरे पास एक प्लस यहाँ और एक माइनस यहाँ हो सकता है और करंट इस तरह प्रवाहित होगा बेशक अगर यह एक जनरेटर है तो मुझे रोटेशन के लिए एक सोर्स होना चाहिए ताकि मेकेनिकल पॉवर इनपुट हो इसलिए इस विशेष मामले में फील्ड और आर्मेचर सीधे एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं और इसलिए नाम सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड है वे इलेक्ट्रिकली बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं वे केवल मेग्नेटिकली युग्मित हैं तो यह एक अर्थ में ट्रांसफार्मर एक्शन की तरह है वे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकली जुड़े नहीं हैं रोटर और स्टेटर एक सेपरेट एक्साइटेशन होने के बजाय मेरे पास पर्मानेंट मेग्नेट भी हो सकते हैं जिसका मतलब है कि मुझे फील्ड सर्किट के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना है मेरे पास बस मैग्नेट हो सकते हैं जो सामान्य मैग्नेट की तरह पर्मानेंट मेग्नेट हैं जो हम स्वाभाविक रूप से मौजूद देखते हैं तो मेरे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे जो एक पर्मानेंट मेग्नेट के रूप में हैं लेकिन मैं इस एक्साइटेशन को बदल नहीं सकता यह दिया गया है कि फ्लक्स इतना अधिक होने वाला है मैं वास्तव में एक्साइटेशन को बदल नहीं सकता तो यहाँ यह एक कॉन्स्टेंट एक्साइटेशन है मैं फ्लक्स को बदल नहीं सकता जबकि यहाँ वेरियबल फ्लक्स है फ्लक्स में वेरियबिलिटी होगी आम तौर पर पर्मानेंट मेग्नेट डीसी मशीन खासकर अगर हम पर्मानेंट मेग्नेट डीसी जनरेटर या यहां तक कि पर्मानेंट मेग्नेट डीसी मोटर के बारे में बात कर रहे हैं तो वे सभी छोटे पैमाने पर खिलौने की तरह के मोटर हैं किसी भी उद्योग में हम वास्तविक मोटर के लिए इसका उपयोग बहुत ही कम करते हैं हम आम तौर पर इसका उपयोग केवल कुछ खिलौनों के लिए करते हैं या अगर हम एक जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसका उपयोग संभवतः टेकोजनरेटर के मामले में करते हैं जहाँ आप EMF या स्पीड को समझ सकते हैं तो यदि आप स्पीड को सेन्स करना चाहते हैं तो हमने पहले ही कहा था कि जेनरेटेड ईएमएफ स्पीड के आनुपातिक है तो हम कहते है कि एक रोटेटिंग मेकेनिस्म हैं जिसके साथ हमने छोटे डीसी जनरेटर को युग्मित किया है इसलिए यदि मैं वोल्टेज को मापने की कोशिश करता हूं तो जो जेनरेट होता है वह मुझे एक सूचकांक देगा जो कि है जिस स्पीड से शाफ्ट घूम रहा है तो वहाँ मेरे पास एक पर्मानेंट मेग्नेट हो सकता है इसलिए जो कुछ भी रोटेशनल स्पीड है इसी स्पीड के बराबर मेरे पास एक विशेष वोल्टेज उत्पन्न होगा तो यह आमतौर पर टेकोजनरेटर तंत्र के रूप में जाना जाता है तो टैकोजेनरेटर का उपयोग आम तौर पर स्पीड मापने के लिए किया जाता है टेकोजनरेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज को देखकर अप्रत्यक्ष रूप से गति को मापना जिस स्थिति में यह पर्मानेंट मेग्नेट हो सकता है मैं एक टेकोजनरेटर में कई कनेक्शन लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि यह एक छोटा है यह एक सेकेंडरी मेकेनिस्म है इसलिए आम तौर पर मेरे पास वहां पर्मानेंट मेग्नेट होंगे तो यह पर्मानेंट मेग्नेट जनरेटर का एक अनुप्रयोग है एक दूसरे प्रकार का कनेक्शन मेरे पास हो सकता है जो कि शंट एक्साइटेड जेनरेटर या शंट एक्साइटेड डीसी मशीन है शंट एक्साइटेड का मतलब है कि मेरे पास वास्तव में डीसी आर्मेचर फील्ड के साथ पेरलल में जुड़ा हुआ है और अगर मैं एक जनरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ तो शायद लोड यहाँ जुड़ा हुआ है अगर मैं एक मोटर के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक सामान्य पॉवर सप्लाइ होगी जो फील्ड के साथ ही आर्मेचर को भी सप्लाइ आपूर्ति देगी इसलिए मुझे निश्चित रूप से इसे घुमाने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है अगर यह एक जनरेटर है अगर यह एक मोटर है मूल रूप से एक डीसी आर्मेचर फील्ड के पेरलल जुड़ा हुआ है और एक साथ मैं एक Vकनेक्ट करने जा रहा हूं मुझे इसे टर्मिनल वोल्टेज के रूप में कहना चाहिए के बजाय इसे फील्ड वोल्टेज या आर्मेचर वोल्टेज के रूप में निर्दिष्ट करने के मैं अनिवार्य रूप से पूरी चीज को एक टर्मिनल वोल्टेज के रूप में देख रहा हूं तो यह टर्मिनल वोल्टेज फील्ड के साथ ही आर्मेचर दोनों टेको सप्लाइ करने जा रहा है कृपया ध्यान दें कि यदि आर्मेचर 220 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है तो यहाँ फील्ड भी 220 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया जाएगा जिसका अर्थ है फ़ील्ड वाइंडिंग को इस विशेष मामले में एक बड़े वोल्टेज का सामना करना पड़ता है तो यह आम तौर पर छोटी करन्ट्स और बड़े वोल्टेज के लिए रेटेड किया जाता है जिसका अर्थ है कि हम फील्ड वाइंडिंग में उच्च रेज़िस्टेन्स प्राप्त करने जा रहे हैं तो इस विशेष मामले में Rf अगर मैं देख सकता हूं तो यह अधिक होगा क्योंकि मैं VtRfIf देख रहा हूँ यह छोटा है इसलिए सामान्य रूप से शंट फ़ील्ड कम करंट के साथ बहुत बहुत बड़ी संख्या में टर्न्स ले जाएगा इसलिए बड़ी संख्या में टर्न्स का मतलब है कि पतले तारों से बड़ी संख्या में संख्या टर्न्स बने है जिसकी वजह से वास्तव में MMFउच्च होने जा रहा है जिसका कारण बहुत सारे टर्न्स हैं करंट उच्च होने के कारण नहीं छात्र क्या फ़ील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग विद्युत रूप से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर हां मैं वही कह रहा हूं जो पहले मामले में सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड था वे इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हैं इस विशेष मामले में वे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होंगे लेकिन वे पेरलल हैं लेकिन कृपया समझें कि फ़ील्ड वाइंडिंग अलग से आती है आर्मेचर वाइंडिंग ब्रश कनेक्शन के साथ बाहर आता है इसलिए मशीन के बाहर मैं उन्हें शंट में जोड़ दूँगा मशीन के अंदर नहीं तो आम तौर पर फ़ील्ड टर्मिनलों को बाहर लाया जाता है आर्मेचर टर्मिनलों को ब्रश के माध्यम से बाहर लाया जाता है फिर आप उन्हें पेरलल या सीरीस में जोड़ते हैं या जो भी फैशन में आप मूल रूप से मशीन के लिए बाहरी रूप से चाहते हैं आंतरिक नहीं आंतरिक रूप से वे कभी जुड़े नहीं हैं इसलिए हमेशा फील्ड टर्मिनलों को बाहर लाया जाएगा आर्मेचर टर्मिनलों को बाहर लाया जाएगा और वे मशीन के बाहर सामान्य रूप से जुड़े रहेंगे इसलिए अगर मुझे शंट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो मैं उन्हें एक ही सप्लाई वोल्टेज के पेरलल कनेक्ट करूँगा वह यह है तो आम तौर पर अलग शंट वाइंडिंग की विशेषता है Nf ज़्यादा और If कम है तो यह ऐसे होगा तो मेरे पास Nf होगा जो कि फ़ील्ड टर्न्स की संख्या है जो बड़े पतले तार होंगे जो बड़ी संख्या में अधिक से अधिक टर्न्स बनाने के लिए लपेटे जाएँगे और If कम होने जा रहा है तो NfIf वैसे भी जो डीसी मशीन के लिए एमएमएफ बना रहा है वो बहुत बड़ा होगा तीसरे प्रकार का कनेक्शन जो वास्तव में सीरीस है यह शायद ही कभी एक जनरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है ज्यादातर बार इसका इस्तेमाल मोटर के रूप में किया जा रहा है शायद ही कभी यह एक जनरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है इसलिए मुझे कहना चाहिए कि आम तौर पर यह एक जनरेटर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा केवल एक मोटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है लेकिन यह आमतौर पर एक मोटर के रूप में बहुत अक्सर इस्तेमाल किया जाता है बल्कि हमारी सभी कारों में क्रैंकिंग अप मेकेनीस्म के लिए एक डीसी सीरीस मोटर होती है आईसी इंजन को क्रैंक किया जाना चाहिए वे अन्यथा शुरू नहीं हो सकते हैं क्रैंकिंग आम तौर पर हमारी अधिकांश कारों के अंदर एक डीसी सीरीस मोटर की मदद से किया जाता है यह मारुति वोक्सवैगन या उनमें से कोई भी गैसोलीन आधारित कारें हो जिनमें से सभी आमतौर पर क्रैंकिंग के लिए एक डीसी सीरीस मोटर का उपयोग करते हैं यह डीसी सीरीस मोटर के प्रमुख अनुप्रयोगों में से एक है तो सीरीस मशीन में के रूप में जैसे नाम इंगित करता है कि मैं इसे आर्मेचर के रूप में रखने जा रहा हूं इसलिए मुझे फिर से A1A2 के रूप में उल्लेख करना चाहिए और मैं उस फ़ील्ड में जा रहा हूं जो वास्तव में F1 F2 है और अगर यह एक मोटर है तो मैं यहां सामान्य डीसी सप्लाई को कनेक्ट करने जा रहा हूं जिसे फील्ड और आर्मेचर दोनों पर साथ में लागू किया जा रहा है और आर्मेचर करॅंट्स सामान्य रूप से कम से कम कुछ एम्पीयर या कुछ दसियों एम्पीयर के क्रम की होंगी ज्यादातर बार क्योंकि आर्मेचर प्रमुख पावर हैंडलिंग हब है इसलिए अगर मैं 200 volts की बात करूं और मशीन की कुल क्षमता 22 किलोवाट है तो कम से कम 10 A आर्मेचर के माध्यम से प्रवाहित होना चाहिए तो 10 A का करंट प्रवाहित हो रहा है वही धारा फील्ड के माध्यम से भी प्रवाहित होगी अगर मैं इसे I अगर मैं इसे If के रूप में कहूं तो IfIaहोगा तो करंट ज़्यादा होने वाला है इसलिए सीरीज़ फील्ड करंट ज़्यादा है यह शंट मशीन के विपरीत है जैसा हमने पहले देखा था शंट हमने कहा कि करंट बहुत कम है जबकि सीरीस में करंट ज़्यादा है इसलिए मेरे पास बड़ी संख्या में एम्पीयर टर्न्स होंगे वाइंडिंग कम होने टर्न्स की संख्या कम होने पर भी इसलिए आम तौर पर सीरीस फ़ील्ड में मोटे कॉइल की विशेषता होती है जो कम संख्या में टर्न्स के लिए लपेटे होते हैं जो बहुत ज़्यादा करंट को ले जाते हैं इसलिए हम इस मामले में ज़्यादा करंट लगाने जा रहे हैं Nf जो कि टर्न्स की संख्या है यह कम होने जा रहा है लेकिन मोटे कंडक्टर क्योंकि मैं इसमें से बड़ी संख्या में करंट ले जा रहा हूं अंत में कंपाउंड मशीन नाम की कोई चीज होती है जिसमें सीरीस और शंट दोनों शामिल होंगे तो कंपाउंड मशीन में सीरीस और शंट शामिल है प्राथमिक फ्लक्स प्रदाता शंट है लघु समायोजन सीरीस द्वारा किए जाते हैं यही किया जाता है मेरा मतलब है शंट मुख्य रूप से मशीन के लिए आवश्यक फ्लक्स प्रदान करने वाला है लेकिन सीरीस मशीन के कितनी ज़्यादा आर्मेचर करंट को ले जाने के आधार पर है इस पर निर्भर करता है क्योंकि अगर मेरे पास मशीन में पर्याप्त टॉर्क विकसित नहीं हुआ है या मशीन में पर्याप्त पावर उपलब्ध नहीं है यदि मेरे पास पर्याप्त लोड नहीं है तो बड़ी संख्या में पावर जेनरेट करने का कोई मतलब नहीं है वोल्टेज जेनरेट होगा लेकिन करंट इस बात पर निर्भर करेगा कि मैंने किस प्रकार के लोड को एक जनरेटर में जोड़ा है इसी तरह मैं मोटर को स्वतंत्र रूप से चला सकता हूं जो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं शाफ्ट पर कितना लोड दे रहा हूं बल्कि मैं यह देखने जा रहा हूं कि मोटर द्वारा विकसित टॉर्क कितना है इसलिए उदाहरण के लिए यदि मेरे पास एक लिफ्ट है अगर हम में से केवल दो ही अंदर आते हैं तो विकसित टॉर्क बहुत कम होगा अगर हम में से 15 अंदर जाते हैं तो विकसित किया गया टॉर्क निश्चित रूप से अधिक होगा क्योंकि इसे एक साथ 15 लोगों के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाना है इसे हम सभी को ऊपर उठाना है तो विकसित किया गया टॉर्क इस बात पर निर्भर करता है कि मोटर के मामले में लोड साइड से क्या मांग है अगर मैकेनिकल लोड की मांग बढ़ जाती है तो करंट अधिक से अधिक होने जा रहा है अगर मेरे पास एक जनरेटर होने जा रहा है जो इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने किस तरह के रेज़िस्टेन्स या किस तरह के लोड को जोड़ा है तो मूल रूप से मैं मशीन से करंट की कम या ज्यादा मांग करने जा रहा हूं इसलिए कृपया इसे बार बार समझें अगर मैं वास्तव में आर्मेचर के बारे में बात कर रहा हूं और अगर मैं एक छोटे रेज़िस्टेन्स को जोड़ रहा हूं तो मैं दिए गए वोल्टेज के लिए और अधिक करंट की मांग करने जा रहा हूं यदि मैं छोटे रेज़िस्टेन्स को जोड़ता हूं तो मैं अधिक करंट की मांग कर रहा हूं इसका मतलब है कि मैं मशीन को अधिक लोड कर रहा हूं यदि मैं एक बड़े रेज़िस्टेन्स को जोड़ रहा है तो मैं केवल एक छोटे करंट की मांग करने जा रहा हूं तो बड़े रेज़िस्टेन्स का मतलब कम लोडिंग हो जनरेटर के मामले में छोटे रेज़िस्टेन्स का मतलब अधिक लोड करना है कृपया इसे ठीक से समझें इसका मतलब यह नहीं है कि मैं रेज़िस्टेन्स बढ़ाता हूं मैं लोड बढ़ाता हूं नहीं जब मैं रेज़िस्टेन्स बढ़ाता हूं मैं लोड को कम करता हूं मैं मांग की गई पॉवर को कम करता हूं क्योंकि मैं हमेशा एक जनरेटर देख रहा हूँ जो रेटेड वोल्टेज डेवलप कर रहा है कभी भी आपको ऐसा पावर स्टेशन नहीं मिलेगा जो 300 या 350 वोल्ट जैसा कुछ जेनरेट करता हो यह 400 वोल्ट या 415 वोल्ट के लिए रेटेड है इसे यह जेनरेट करना है यह ऐसा है कि यह ऐसे समायोजित किया जाता है तो यह हमेशा रेटेड स्पीड से चलेगा यह हमेशा रेटेड वोल्टेज जेनरेट करेगा क्योंकि मैं हमेशा रेटेड एक्साइटेशन प्रदान करूँगा यही यह आम तौर पर है इसलिए यदि यह हमारी कंपाउंड मशीन है तो मेरे पास सीरीस फ़ील्ड होने जा रहा है और मेरे पास फ़ील्ड होने जा रहा है इसलिए मैं उन दोनों को दिखा रहा हूं और फिर वे इस तरह से जुड़े हुए हैं यह इस प्रकार है तो मुझे शंट को F1F2 के रूप में कहने दें शायद यहां तक कि मुझे सीरीस फ़ील्ड दिखाने के लिए इसे FS1 और FS2 में बदलने दें तो मुझे इसे FS1 और FS2के रूप में लिखना है यह सीरीस फ़ील्ड है और यह लोड होने जा रहा है यह निश्चित रूप से A1और A2 है कृपया ध्यान दें कि इस विशेष कॉन्फ़िगरेशन में शंट फ़ील्ड पूरी तरह से A1और A2 के साथ साथ सीरीस फ़ील्ड के साथ भी आ रहा है इसलिए हम इसे एक लॉंग शंट कहते हैं यह A1A2प्लस FS1FS2 के पार आ रहा है मेरे पास बजाय के एक शॉर्ट शंट हो सकता है मैं आपको केवल एक अंतर से दिखाऊंगा इसलिए मैं यहां आर्मेचर करने जा रहा हूं मेरे पास इस तरह से आने वाला शंट हो सकता है और फिर मेरे पास इससे परे सीरीस होने जा रहा है तो यह आमतौर पर शॉर्ट शंट के रूप में जाना जाता है जबकि इसे लॉन्ग शंट के रूप में जाना जाता है इसलिए लॉन्ग शंट आर्मेचर और सीरीज़ फ़ील्ड दोनों में एक साथ आती है जबकि शॉर्ट शंट केवल आर्मेचर से आती है इससे अधिक कुछ भी नहीं है इसलिए मैं सीरीस और फिर लोड यहां डाल सकता हूं तो कृपया ध्यान दें कि यहाँ मेरा FS1और FS2आया है यह मेरी F1F2है यहA1A2है निश्चित रूप से कृपया ध्यान दें कि यह फ़ील्ड केवल आर्मेचर के पार ही आ रहा है न कि सीरीस के फ़ील्ड में भी सीरीस फ़ील्ड शंट और आर्मेचर के पेरलल कनेक्शन से परे जा रहा है तो यह आमतौर पर शॉर्ट शंट के रूप में जाना जाता है हम पहले जनरेटर ऑपरेशन के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को देखने के साथ शुरू करेंगे हम इन कनेक्शनों के निहितार्थों पर गौर करेंगे जब हम कॅरेक्टरिस्टिक्स पर चर्चा करेंगे जब हम मशीन को लोड करते हैं तो क्या होता है इसलिए हम निहितार्थ को देखेंगे और फिर हम मशीन की कॅरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे इसलिए सबसे पहले हम सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड जनरेटर के साथ शुरुआत करेंगे इसलिए मैं पहले डीसी जनरेटर पर चर्चा करने जा रहा हूं और इसमें से पहली चीज जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड डीसी जनरेटर इसलिए अधिकांश समय प्रयोगशाला में और साथ ही कई उद्योगों में अगर मैं एक डीसी जनरेटर का उपयोग कर रहा हूं तो यह बहुत दुर्लभ है हम हमेशा के लिए आर्मेचर और साथ ही फ़ील्ड के लिए समान वोल्टेज की आपूर्ति करने जा रहे हैं यदि मैं इसे एक मोटर के रूप में उपयोग कर रहा हूं तो मेरे पास समान सप्लाई वोल्टेज हो सकता है 220 वोल्ट या 400 वोल्ट तक डीसी वॅल्यू निर्धारित किया जा सकता है जिसके कारण सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड फ़ील्ड भी सामान्य रूप से एक बड़े वोल्टेज का सामना करने की स्थिति में होगा जबकि सीरीस कृपया ध्यान दें कि यह आर्मेचर और फील्ड के बीच एक वोल्टेज डिवीजन है जबकि यहां कोई वोल्टेज डिवीजन नहीं है मैं पूरे वोल्टेज को यहां अप्लाई कर रहा हूं इसलिए मैं एक और रेज़िस्टेन्स की मदद से करंट को समायोजित करने के लिए अप्लाई कर सकता हूं मेरे पास यहाँ कुछ Vdcहो सकता है और जो Vdc है वो मेरे कारखाने में या मेरी प्रयोगशाला में जो भी रेटेड वोल्टेज है वो हो सकता है इसलिए मेरे पास यह रेज़िस्टेन्स एक रिओस्टेट या वेरियबल रेज़िस्टेन्स के रूप में होगा जो कि मेरे पास इतना वेरियबल रेज़िस्टेन्स है जो मेरे पास है इसलिए मैं निश्चित रूप से करंट को समायोजित कर सकता हूं इसलिए यह F1F2है और करंट इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है और मुझे इसे If कहने दें और यहां मेरा आर्मेचर होने जा रहा है मैं शुरू में ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक्स को केवल रिओस्टेट मान को समायोजित करके प्लॉट कर सकता हूं या मुझे शुरू करने के लिए फ़ील्ड को स्विच ऑन करने की भी आवश्यकता नहीं है और फिर मैं केवल माप सकता हूं कि वोल्टेज कितना है जो डेवलप हुआ है जब मैं इसे rated पर घुमा रहा हूं तो मैं माप सकता हूं वोल्टेज कितना है एक बार जब मैं वोल्टेज मापता हूं तो मुझे रेसिडुयल ईएमएफ मिलेगा जो जेनरेट होता है तो मैं अपने OCC क्या है उसे प्लॉट करने की कोशिश कर सकता हूं यह फ़ील्ड रिओस्टेट को समायोजित करके मेरा OCCहोने जा रहा है और उसके अनुसार मैं OCCमें अलग अलग पॉइंटस प्राप्त करने जा रहा हूं जब रिओस्टेट लगभग शून्य वॅल्यू हो जाता है तो फ़ील्ड सर्किट का अंतर्निहित रेज़िस्टेन्स ही करंट को सीमित करने वाला है और उम्मीद है कि वही रेटेड करंट होगा जिसकी वजह से शायद मैं रेटेड वॅल्यू की स्पीड पर जा रहा हूं मैं रेटेड वोल्टेज प्राप्त करने जा रहा हूं तो यह Ifrated होने जा रहा है इस तरह यह If बदलता है यह Eg है तो यह Erated या Vrated होने वाला है अब मैं वास्तव में एक लोड कनेक्ट करने जा रहा हूं

इसलिए जब मैंने चेक किया कि बॅक ईएमएफ कॉन्स्टेंट क्या है और इससे आगे मैं लोड को कनेक्ट करने जा रहा हूं तो यह लोड फिर से है शायद लोड वेरियबलहै क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं अधिक करंट लेता हूं तो टर्मिनल वोल्टेज कैसा या कितना होता है जब मैं कम करंट लेता हूं तो टर्मिनल वोल्टेज कैसा होता है क्योंकि यह ट्रांसफार्मर के मामले में वोल्टेज रेग्युलेशन के समान है एक ट्रांसफार्मर को भी शुरू में बिना किसी रेज़िस्टेन्स और बिना किसी लीकेज के मान लिया जाना चाहिए इसलिए हमने कहा कि आइडीयल ट्रांसफार्मर होने पर E2औरV2एक दूसरे के बराबर होंगे लेकिन मैं जब भी किसी मशीन में नॉन आइडेयलिटी के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे पास निश्चित रूप से आर्मेचर के लिए कुछ अंतर्निहित ज़िस्टेन्स होने जा रहा है हालांकि वे सभी कॉपर के कंडक्टर हैं मोटे कंडक्टर हैं लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे पास अभी भी कुछ मात्रा में रेज़िस्टेन्स होगा इसलिए अगर मैं कहता हूं कि फील्ड रेज़िस्टेन्स आम तौर पर सैकड़ों ओम है आर्मेचर प्रतिरोध आमतौर पर कुछ ही ओम या उससे कम होगा तो यह मिलि ओम भी हो सकता है या यह सिर्फ 01 ओम 02 ओम हो सकता है और इसी तरह आगे भी यह इस पर निर्भर करता है कि मैं किस तरह की रेटिंग के आधार पर बात कर रहा हूं जितना बड़ा रेटिंग होगा उतना ज़्यादा करंट होगा उसके कारण कंडक्टर मोटे होंगे इसलिए मशीन की रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी Ra उतना कम हो जाएगा क्योंकि कंडक्टर सामान्य रूप से मोटा और मोटा होगा इसलिए मेरे पास इन कुछ बॉलपार्क वॅल्यूस अनुमानित वॅल्यूस होने जा रही है मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको इन चीजों को याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं यह अंततः आपका दूसरा स्वभाव बन जाना चाहिए जब आप डीसी मशीन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स के माध्यम से पढ़ते हैं तो हम हमेशा देखेंगे कि फ़ील्ड रेज़िस्टेन्स 50 ओम 100 ओम 150 ओम जो भी होगा के रूप में दिया जाएगा जबकि आर्मेचर रेजिस्टेंस को 1 ओम 08 ओम 001 इत्यादि के रूप में दिया जाएगा और आगे भी यही होगा इसलिए आर्मेचर रेजिस्टेंस आम तौर पर बहुत छोटा होता है लेकिन जब डीसी मशीन में एक करंट प्रवाहित होती है हालांकि 220 वोल्ट संभवतः मूल रूप से जेनरेट हुआ था जब यह नो लोड स्थिति में था मेरे पास निश्चित रूप से एक ड्रॉप होने जा रहा है जो IaRa के अनुरूप होगा अगर आइए हम कहें Ia A है और हम कहते हैं कि मैं अपने आर्मेचर रेजिस्टेंस को 05 ओम के रूप में 10 से गुणा करने जा रहा हूं मेरे पास अब 5 Vड्रॉप होगा तो 220 Vसे मेरे पास 5 Vका एक ड्रॉप होगा इसलिए टर्मिनल वोल्टेज अगर मैं अब मापने की कोशिश करता हूं तो यह केवल 215 Vहोगा इसलिए मैं इसे टर्मिनल वोल्टेज Vt के रूप में कहूंगा Vt कम होता जाएगा जब मैं जनरेटर से अधिक से अधिक करंट लेता हूं इसलिए अगर मैं यह प्लॉट करने की कोशिश करूं कि मेरे आर्मेचर करंट की तुलना मेंVt कैसा है कृपया याद रखें या ध्यान दें कि Ifऔर Ia एक दूसरे से स्वतंत्र हैं क्योंकि वे दो अलग अलग जगहों से दिए जाते हैं इसलिए मैंने वोल्टेज जेनरेट किया है जो लोड को सप्लाई कर रहा है जो आर्मेचर करंट भी है मैं वास्तव में जो भी फील्ड करंट है वह किया जाता है कि फील्ड रेजिस्टेंस क्या है और फ़ील्ड सप्लाई क्या है तो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं इसलिए मैं इसे Vtके रूप में और इसे Iaके रूप में लिखने जा रहा हूं जब मेरी Iaशून्य है मेरे पास रेटेड स्पीड पर यह Egवॅल्यू है बेशक मैं रेटेड स्पीड की स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं रेटेड एक्साइटेशन जब मैंने रेटेड एक्साइटेशन प्रदान किया और रेटेड स्पीड मेरे पास थी मेरे पास Eg जेनरेटेड वोल्टेज के वॅल्यू के रूप में था अब जैसे कि यह एक आइडीयल जनरेटर था यह एक कॉन्स्टेंट के रूप में बनाए रखा होना चाहिए था लेकिन यह आइडीयल नहीं है इसलिए स्पष्ट रूप से मैं निश्चित रूप से वोल्टेज में एक गिरावट देखने जा रहा हूं लेकिन एक सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड मशीन में वोल्टेज में गिरावट आम तौर पर ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस आमतौर पर बहुत छोटा होता है तो आम तौर पर वोल्टेज में ड्रॉप होगा IaRa मूल रूप से जेनरेटेड वोल्टेज Eg की तुलना में 5 से 7 प्रतिशत से भी कम होगा यह निश्चित रूप से लगभग 7 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा इसलिए यह वास्तव में छोटा है तो अगर मैं यह वास्तव में कहता हूं कि यह रेटेड करंट है तो यह Iarated है मुझे यह ड्रॉपIaRaड्रॉप के रूप में मिल रहा है इसलिए मुझे लगता है कि अधिकांश समय IaratedRa Eg का 7 से 8 प्रतिशत होने जा रहा है इसलिए Raआम तौर पर वास्तव में बहुत छोटा है मैं इसी पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे बनाई गयी कॅरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कुछ ईलेक्ट्रिकल ईक्वेशन लिखना चाहिए मैं कह सकता हूं VtEg IaRa मुझे यह भी लिखने में सक्षम होना चाहिए कि IfVdcRfRext जो मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रूप में कनेक्ट किया है उसे मैं Rextकह रहा हूं मुझे यह कहना चाहिए कि EgKIf तो इस विशेष मामले में If और Ia के बीच कोई संबंध नहीं है Rf अंतर्निहित फ़ील्ड रेजिस्टेंस है जो 150 Ω 100 Ω या 150 Ω के क्रम का होगा जो भी हो तो यह फ़ील्ड रेजिस्टेंस है इसलिए ये समीकरण हैं जो सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड डीसी जेनरेटर को नियंत्रित करते हैं Kवास्तव में कॉन्स्टेंट है मैं इसे Ke के रूप में नहीं लिख सकता क्योंकि EgKIf लेकिन अब मैं नहीं लिख रहा हूं मैं Ifलिख रहा हूँ क्योंकि If एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जबकि ϕ मुझे मेग्नेटिक सर्किट में लाना है तो यही कारण है कि K अभी भी बॅक EMF कॉन्स्टेंट से मेल खाता है लेकिन अगर वास्तव में मैं ϕ को खत्म करता हूं और इसके बजाय मैंने अगर If रख दिया तो आनुपातिकता बदल जाएगी रिलक्टेन्स का समावेश होगा टर्न्स की संख्या और इतने पर और आगे तो Kअभी भी मशीन कॉन्स्टेंट से संबंधित है जो पेरलल पाथ्स की तरह हैं कंडक्टरों की संख्या और इतने पर और आगे पोल्स ये सभी चीजें निश्चित रूप से तो ये ईक्वेशन्स हैं जो सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड डीसी जेनरेटर के संचालन को नियंत्रित करते हैं वैसे इन सबके कारण यह जो कुछ भी हमने यहां देखा वह लोड टर्मिनल वोल्टेज है और लोड करंट यह मशीन के लिए बाहरी है तो हम इसे मशीन की एक्सटर्नल कॅरेक्टरिस्टिक्स के रूप में कहते हैं जबकि यह मशीन की ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक्स हैं अब मुझे एक्सटर्नल कॅरेक्टरिस्टिक्स में एक छोटा बदलाव देना होगा इन सबके बीच यह मानते हुए कि फ्लक्स किसी भी तरह आर्मेचर करंट से अप्रभावित रहता है जिसे लिया जाता है लेकिन आर्मेचर करंट शांत नहीं होने वाला है यह अपना स्वयं का फ्लक्स भी स्थापित करेगा क्योंकि यह अपने फ्लक्स का स्वयं परिचय देता है मुख्य फ्लक्स जो फ़ील्ड द्वारा बनाया गया था वह संशोधित हो जाएगा जब तक आर्मेचर खुला हुआ था यह सिर्फ वोल्टेज विकसित कर रहा था मुख्य फ्लक्स बिल्कुल सही था कोई समस्या नहीं थी लेकिन जिस क्षण मैं लोड को जोड़ता हूं आर्मेचर करंट ले जाने लगता है अगर आर्मेचर करंट को वहन करता है यह निश्चित रूप से अपने स्वयं के स्पैनर को पूरे फ़ील्ड में फेंकने वाला है इसलिए मैं फ्लक्स में कुछ बदलाव करने जा रहा हूं जिसे कुछ कहा जाता है आर्मेचर रीएक्शन इसलिए हमें यह देखना होगा कि आर्मेचर फ्लक्स के लिए समग्र फ्लक्स की प्रतिक्रिया क्या है जिसे आर्मेचर रीएक्शन के रूप में जाना जाता है आर्मेचर रीएक्शन का सीधा प्रभाव फ्लक्स को कुछ हद तक कम करने के लिए होगा लेकिन इसमें कुछ सॅचुरेशन शामिल हो सकता है कुछ अन्य क्रॉसओवर शामिल हो सकते हैं जिसकी वजह से आर्मेचर करंट की तुलना में यह लीनीयर कमी नहीं है यदि आर्मेचर करंट 5 A है यदि फ्लक्स 02 wb से कम हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं होता है अगर आर्मेचर करंट 10 A है तो मुझे 04 wb की कमी होने वाली है तो वास्तव में अगर मैं इसे देखने की कोशिश करता हूं तो ड्रॉप लीनीयर नहीं होगा यह अब एक नॉन लीनियर होने जा रहा है जब तक आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप का संबंध है हम आर्मेचर रीएक्शन पर थोड़ा अधिक विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यह नॉन लीनीयर है जिसकी वजह से यह आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप जैसा होने जा रहा है इसे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप कहा जाता है तो एक डीसी मशीन में IaRaड्रॉप के अलावा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है IaRaड्रॉप डीसी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग के भौतिक रेजिस्टेंस की वजह से है जबकि आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप मूल रूप से आर्मेचर फ्लक्स के फ़ील्ड के फ्लक्स के साथ इंटरक्ट करने के कारण है और शायद कुल वॅल्यू नीचे ला रहा है इसलिए यह समग्र वोल्टेज में कमी का कारण बन रहा है जो कि मैं डीसी मशीन के टर्मिनल पर देख रहा हूं और यह निश्चित रूप से बढ़ेगा जैसे आर्मेचर करंट बढ़ता है क्योंकि रीएक्शन निश्चित रूप से बढ़ेगी लेकिन यह एक लीनीयर वृद्धि नहीं है जो कि थोड़ा नॉन लीनीयर है और यही कारण है कि मैं इसे लीनीयर के रूप में नहीं दिखा रहा हूं यह नॉन लीनीयर हो सकता है अब मूल रूप से अगर मैं एक दिए गए लोड रेजिस्टेंस RL के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट पर था मुझे इसे RLके रूप में दिखाने दीजिए इसलिए मुझे मूल रूप से लोड लाइन खींचना है अगर मैं लोड लाइन को देख रहा हूं तो यह लोड लाइन है लोड लाइन ILद्वारा गुणा RL या Iaद्वारा गुणा RL की जाती है संबंधित वोल्टेज क्या है ये दोनों कहाँ मिलते है यह मूल रूप से ऑपरेटिंग पॉइंट होता लेकिन अब आर्मेचर रीएक्शन के कारण वे कहीं और प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से ऑपरेटिंग पॉइंट का थोड़ा अलग वॅल्यू है जो वोल्टेज के साथ साथ करंट है दोनों वास्तव में मेरी कल्पना की तुलना में कुछ अलग ऑपरेटिंग पॉइंट होने जा रहे हैं मूल रूप से यह ऑपरेटिंग बिंदु था आर्मेचर रीएक्शन प्रभाव के अनुसार यह नया मूल ऑपरेटिंग पॉइंट होगा इसलिए हम अगली कक्षा में देखेंगे कि आर्मेचर रीएक्शन क्या है